आपका स्वागत है हम हीट एक्सचेंजर्स पर चर्चा कर रहे थे और विशेष रूप से हम किसी तरह का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे थे मैंने बताया है कि हम किसी भी सूत्र को प्राप्त नहीं करेंगे लेकिन हम आपको केवल सूत्र देंगे इसलिए यह किसी प्रकार की पुनरावृत्ति होगी और जब मैं आपको हीट एक्सचेंजर विश्लेषण के लिए सूत्र प्रदान करूंगा मैं इसका स्पष्टीकरण भी दूंगा तो हमने पहला तरीका किया है जो बहुत ही बुनियादी है जो कि LMTD है या लॉग माध्य तापमान अंतर विधि या तो समानांतर प्रवाह हीट एक्सचेंजर या विपरीत प्रवाह हीट एक्सचेंजर के लिए माध्य तापमान अंतर किसी प्रकार के लॉग शब्द द्वारा दिया गया है तो इसीलिए इसे लॉग माध्य तापमान अंतर या संक्षेप में LMTD कहा जाता है और यदि हम एक बार फिर स्लाइड पर जाते हैं सूत्र यहाँ पर दिया गया है और फिर एक बार जब हम जानते है कि LMTD क्या है जो कि पूरे हीट एक्सचेंजर के लिए औसत तापमान अंतर है तो हम Q को प्राप्त करते हैं जो ऊष्मा अंतरण की दर है यह U A ∆TLM के बराबर है जहां ∆TLM ऊपर दिया गया है अब यहां मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कुल मिलाकर ऊष्मा अंतरण गुणांक यह उस क्षेत्र पर निर्भर करता है कभी कभी हम हीट एक्सचेंज एरिया पाते हैं जो विशेष रूप से एक ट्यूब के लिए अलग होता है यदि आप सर्कुलर ट्यूब लेते हैं तो उस्मा अंतरण का क्षेत्रफल अंदर एवं बाहर अलग अलग होगा तो गर्मी हस्तांतरण क्षेत्र प्रासंगिक है जहां आपको संवहन गर्मी हस्तांतरण मिलता है जो हमारे संदर्भ में महत्वपूर्ण है विकिरण गर्मी हस्तांतरण के लिए भी यह महत्वपूर्ण है लेकिन हम ज्यादातर संवहन गर्मी हस्तांतरण से संबंधित हैं और यह क्षेत्र निर्भर करता है कि क्या आप इसे ट्यूब के अंदर से विचार कर रहे हैं या इसे ट्यूब के बाहर विचार कर रहे हैं अब उसके आधार पर भी अलग होगा तो क्षेत्र निर्भर है और यहां हमें यह सूत्र मिला है क्यू कि tm और डेल्टा के बराबर है T 1 डेल्टा T 2 सब कुछ काउंटर फ्लो और समानांतर प्रवाह के लिए दिया गया है मैंने इसे समझाया है कि काउंटर प्रवाह के मामले में एक विशेष मामला हो सकता है यदि दोनों धाराओं के लिए बराबर मात्रा में ताप क्षमता दर हो इसका मतलब है गर्म धारा के लिए और फिर ठंडी धारा हमें औसत तापमान अंतर केवल ∆T या ∆T1 या ∆T2 के रूप में लेना है मुझे इसकी व्याख्या करने दें या हम इसे पिछली स्लाइड पर जाकर समझ सकते हैं तो आइए हम इस स्लाइड पर जाते हैं तो यहाँ आप देखते हैं कि ताप क्षमता दर गर्म तरल पदार्थ और ठंडे तरल पदार्थ दोनों के लिए समान हैं तो यहाँ तापमान का अंतर Thi Tco है इसे हम ∆T1 कह सकते हैं साथ ही हम ∆T2 भी निकाल सकते हैं लेकिन हीट एक्सचेंजर में हर तरफ ΔT तापमान का अंतर होगा जिसे हम औसत तापमान अंतर भी कहते हैं अब हमने क्या किया है अगर आप देखते हैं कि इन 4 तापमानों के आधार पर प्रवेश पक्ष में 2 तापमान और विकास पक्ष में 2 तापमान है हमने यह बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण किया है और यह हम कर सकते हैं क्योंकि ये 4 तापमान ज्ञात है अन्य तापमान हीट एक्सचेंजर्स के भीतर होते हैं अन्य बिंदु पर द्रव प्रवाह का तापमान हीट एक्सचेंजर के भीतर होता है इसे सीधे मापना संभव नहीं है इसलिए हमें इन 4 तापमानों के आधार पर हीट एक्सचेंजर का प्रदर्शन पता करते हैं अब हमें एक सूत्र मिलता है जिसके द्वारा हम दोनों समानांतर प्रवाह हीट एक्सचेंजर और विपरीत प्रवाह हिट एक्सचेंजर के लिए गर्मी हस्तांतरण की दर प्राप्त कर सकते हैं अब सवाल यह है कि हीट एक्सचेंजर के कई अन्य प्रकार हैं हम उनके लिए क्या करते हैं जैसे कि पिछली स्लाइड में दिखाया गया एलएमटीडी क्रॉस फ्लो के हीट ट्रांसफर विश्लेषण के लिए लागू नहीं है और मल्टी पास फ्लो हीट एक्सचेंजर्स के बारे में इस तरह सोचा जा सकता है बता दें कि यह एक मल्टी पास प्रवाह हीट एक्सचेंजर है बता दें कि गर्म तरल पदार्थ यहाँ प्रवेश कर रहा है गर्म तरल पदार्थ यहाँ पर जा रहा है और जहाँ तक ठंडी तरल पदार्थ की बात है यह यहाँ प्रवेश कर रहा है गर्म तरल पदार्थ यहाँ से यहाँ तक है तो आप ठंडे तरल पदार्थ की शीर्ष शाखा अगर देखते हैं यह एक समानांतर प्रवाह है ठंडे तरल पदार्थ की इस शाखा के लिए यह गर्म तरल पदार्थ या गर्म धारा के साथ विपरीत प्रवाह व्यवस्था है तो अगर हमारे पास इस तरह का एक हीट एक्सचेंजर है जहां ठंडे तरल पदार्थ के लिए 2 पास है तो इस हीट एक्सचेंजर को न तो समानांतर प्रवाह हीट एक्सचेंजर कह सकते हैं और न ही हम इसे विपरीत प्रवाह हीट एक्सचेंजर कह सकते हैं हीट एक्सचेंजर के कई जटिल उदाहरण हैं क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर एक और है जहां हमने कोई सूत्र नहीं निकाला है लेकिन फिर इसका विश्लेषण कैसे होगा लेकिन प्रवाह कैसा भी हो यह चार तापमान हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगे जो कि 1 2 3 4 है ये 4 तापमान बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन 4 तापमानों के आधार पर एक हीट एक्सचेंजर के औसत तापमान अंतर के लिए औसत तापमान निर्धारित कर सकते हैं तो एक विधि का सुझाव दिया गया है यह बहुत ही उपयोगी विधि है जिसे हम एलएमटीडी सूत्र का ही उपयोग करेंगे लेकिन हम इसे किसी प्रकार F के गुणक के साथ गुणा करेंगे और इसके साथ हम औसत तापमान अंतर प्राप्त करेंगे यह F बेशक कुछ मापदंडों पर निर्भर करेगा एक यह पैरामीटर है जिसे पी कहा जाता है और पी की एक परिभाषा हैयह वह ताप है जो कि किसी तरल पदार्थ को हस्तांतरित किया जाएगा जब ठंडा तरल पदार्थ गर्म तरल पदार्थ के प्रवेश तापमान को हासिल करेगा इसलिए यह हीट एक्सचेंजर की तापमान प्रभावशीलता है यह पी है और फिर यह भी महत्वपूर्ण है यह ताप क्षमता दर Cc और Ch का अनुपात है जिसे Cc Ch लिख सकते हैं साथ ही ठंडी एवं गर्म तरल पदार्थ के m dot Cp के अनुपात को ऊष्मा क्षमता दर अनुपात कहा जाता है और फिर यह न केवल इन भौतिक मापदंडों पर निर्भर करेगा बल्कि यह प्रवाह व्यवस्था पर भी निर्भर करेगा इसलिए आम तौर पर हमें Q की अभिव्यक्ति प्राप्त होती है जहां u समग्र गर्मी हस्तांतरण गुणांक है a क्षेत्र F सुधार कारक यह वही है जो हमने अभी पेश किया है जो कि P R पर आश्रित होगा और निश्चित रूप से प्रवाह की व्यवस्था पर जो भी डेल्टा टी है उसकी मदद से हम विपरीत प्रवाह के लिए एलएमटीडी प्राप्त करेंगे फिर एफ मैंने बताया कि यह निर्भर करता है F एक संख्या है जैसे विपरीत प्रवाह व्यवस्था में हमें अधिकतम गर्मी हस्तांतरण प्राप्त होता है जो कि 2 धाराओं के बीच अधिकतम गर्मी विनिमय के लिए सबसे अनुकूल है अगर हम विपरीत प्रवाह हीट एक्सचेंजर पर विचार करें तो F मूल्य एक के बराबर होगा अब अगर यह विपरीत प्रवाह हीट एक्सचेंजर नहीं है तो जाहिर है मूल्य एक से कम होगा तो हमारे पास इस तरह के वक्र होंगे जो पहले से ही गणना के आधार पर बनाए गए हैं इनकी मदद से अनुमान लगाकर आसानी से गणना कर सकते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह आपका F है और यह P का फ़ंक्शन है और जहाँ R को पैरामीटर के रूप में लिया जाता है इसलिए विभिन्न वक्र R के विभिन्न मूल्यों के लिए हैं और फिर मैंने बताया है कि यह प्रवाह व्यवस्था पर निर्भर करता है तो यह एक विशेष प्रकार के हीट एक्सचेंजर के लिए है जहां इस तरह से 2 पास हैं यह एक अन्य हीट एक्सचेंजर के लिए है जहां इस तरह से 4 पास हैं इसलिए प्रत्येक हीट एक्सचेंजर व्यवस्था के लिए हमें इस तरह से वक्र बने हुए हैं तो मूल रूप से हमें एक विशिष्ट द्रव प्रवाह व्यवस्था के लिए वक्र को चुनना होगा फिर हमें पी और आर के मूल्य को जानना होगा और इस विशेष वक्र से जिसे हमने पहले ही चुना है हीट एक्सचेंजर के लिए हमें F का मूल्य प्राप्त करना होगा तब हम उस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं जिसका हमने पहले ही उल्लेख किया है और हम प्राप्त कर सकते हैं कि गर्मी हस्तांतरण की दर क्या है तो आप यह देखते हैं कि मैं जो बता रहा था F एक P R और प्रवाह व्यवस्था पर निर्भर करता है जिसे हम इस विशेष स्लाइड से भी देख सकते हैं तो यह ऊष्मा अंतरण दर को निर्धारित करने का एक तरीका है अगर 4 तापमान प्रवेश और निकास दोनों पर 2 धाराओं का तापमान दिया जाता है तो फिर वहां से हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि गर्मी हस्तांतरण की हमारी दर क्या है तो यह एक विश्लेषण के लिए एक जरूरी तरीका है इस प्रकार का सूत्र जो एफ एलएमटीडी सूत्र है जिसका उपयोग किया जा सकता है तो आइए हम यह समझने की कोशिश करें कि शुरुआत में हम किस तरह के 4 तापमानों को जानते हैं हम किसी प्रकार के हीट एक्सचेंजर को डिजाइन करने का प्रयास करते हैं हम जानते हैं कि गर्मी हस्तांतरण की वह दर Q है साथ ही हम 4 तापमान की मात्रा चाहेंगे तो ये 2 चीजें निश्चित हैं और फिर हमारे पास प्रवाह की व्यवस्था है इसका मतलब है चाहे ट्यूब किस प्रकार की हो ट्यूब का व्यास वगैरह चाहे वह विपरीत प्रवाह हो या समानांतर प्रवाह तो उन प्रकार की व्यवस्था और ट्यूब व्यास इसका मतलब है कि ज्यामिति ज्ञात है तो आप Q जानते हैं आप डेल्टा टीएलएम को जानते हैं कुल ऊष्मा अंतरण गुणांक जिसे इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि आपके द्वारा चुने गए ट्यूब व्यास से आपको पता चलता है कि हीट ट्रांसफर गुणांक क्या है इसलिए मूल रूप से a की गणना कर सकते हैं तब शायद या तो ट्यूब की संख्या या ट्यूब की लंबाई जिसकी आप गणना कर सकते हैं तो यह एक विधि है जो डिजाइन या नए डिजाइन के लिए बहुत उपयुक्त है जिस तरह से मैंने इसे बताया है वह उतना सरल नहीं है क्योंकि Uऔर a एक दूसरे से जुड़े हुए भी हो सकते हैं T और Q हम उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं मैंने बताया है कि अलग से मैं Q और डेल्टा T जानता हूं इसलिए डिजाइन के लिए पुनरावृत्ति प्रक्रिया की आवश्यकता हो सकती है यदि 4 तापमान ज्ञात हैं तो यह एफ एलएमटीडी विधि एक बहुत अच्छी विधि है दुर्भाग्य से कई मामलों में ये 4 तापमान ज्ञात नहीं होते हैं हम जानते हैं कि हम केवल 2 प्रवेश तापमान कहते हैं और हम कुछ अन्य मात्रा जानते हैं तो फिर एफ एलएमटीडी विधि एक बहुत ही गोल चक्कर विधि बन जाती है जो उस तरह के विश्लेषण या समस्या के लिए लागू करने के लिए एक लंबी विधि बन जाती है हालांकि यह असंभव नहीं है इसमें काफी कम समय लगता है तो कुछ और तरीका होना चाहिए जहाँ जीवन थोड़ा सरल हो तो उस विधि को प्रभावशीलता NTU विधि के रूप में जाना जाता है और हम प्रभावी ढंग से NTU विधि का बहुत संक्षिप्त अवलोकन करने जा रहे हैं जब द्रव धाराओं के प्रवेश और निकास तापमान ज्ञात नहीं होते हैं तो द्रव तापमान ज्ञात नहीं होता है विधि इस बात पर आधारित है कि अंदर या बाहर निकलने का तापमान अंतर इन 2 चीजों पर निर्भर है इसका मतलब यह है कि एक Cc द्वारा UA है या यह C min हो सकता है और दूसरा है ऊष्मा क्षमता दर अनुपात अब आयाम रहित रूप में हम एक शब्द को C कहते हैं जो कि क्षमता दर अनुपात या ऊष्मा क्षमता दर अनुपात के रूप में जाना जाता है यह C अधिकतम द्वारा C न्यूनतम है जहां C अधिकतम और C न्यूनतम Ch Cc में से जो कम और ज्यादा है उसमें से लिया जाएगा Cc 1 के बराबर या उससे कम होगा इसलिए यह हमारे हीट एक्सचेंजर के विश्लेषण के लिए गर्मी हस्तांतरण प्रभावशीलता या एप्सिलॉन एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है यह अनुपात है ऊष्मा के आदान प्रदान में वास्तविक ऊष्मा अंतरण दर का एवं ऊष्मागतिकीय रूप से ऊष्मा अंतरण की अधिकतम संभव अधिकतम दर का तो Q dot वास्तविक गर्मी हस्तांतरण दर प्राप्त की जा सकती है जैसे यह Q dot mcph के बराबर है इसका मतलब है गर्म धारा में तापमान परिवर्तन से गर्म द्रव पक्ष का mcp h का गुणाकार या यह m dot cp ठंड द्रव प्रवाह के तापमान परिवर्तन से गुणा कर प्राप्त किया जा सकता है यदि Ch Cc से अधिक है तो हम यह संबंध प्राप्त करेंगे अन्यथा हमें यह संबंध मिलेगा जिसकी मदद से हम अधिकतम गर्मी हस्तांतरण प्राप्त कर सकते हैं आइए हम देखें कि हम यह कैसे प्राप्त कर सकते हैं जो तरल पदार्थ अधिकतम तापमान अंतर से गुजर सकता है वह न्यूनतम गर्मी क्षमता दर वाला तरल पदार्थ है इसलिए अधिकतम संभव गर्मी हस्तांतरण को Q अधिकतम से व्यक्त किया जाता है जो m dot Cpc गुणा Thi माइनस Tci के बराबर है यदि Cc Ch से कम है या Q अधिकतम mi Cph गुणा Thi minus Tci के बराबर है तो यह गर्मी हस्तांतरण की अधिकतम राशि होगी इसलिए प्रभावशीलता को हम इस आधार पर परिभाषित कर सकते हैं कि क्या हम Ch का उपयोग करना पसंद करते हैं या प्रभावशीलता का उपयोग करते हैं तो आप देखते हैं कि यह ऊष्मागतिकी का उल्लंघन किए बिना या दूसरे कानून का उल्लंघन किए बिना अधिकतम तापमान अंतर संभव है तो यह प्रभावशीलता की परिभाषा है उपरोक्त समीकरण सभी हीट एक्सचेंजर प्रवाह तत्व के लिए वैध है एप्सिलॉन का मूल्य 0 से शुरू होता है यदि प्रभावशीलता ज्ञात है तो Q का निर्धारण किया जा सकता है तो मान लीजिए कि मुझे हीट एक्सचेंजर की प्रभावशीलता पता है तब Q को प्राप्त करने के लिए केवल m डॉट Cp द्वारा Thi माइनस Tci द्वारा गुणा किया जा सकता है आमतौर पर प्रवेश तापमान ज्ञात होता है तो इस पद्धति का उपयोग करने का लाभ आप देखते हैं कि आम तौर पर प्रवेश तापमान जाना जाता है या डिजाइन के आधार पर प्रवेश तापमान ज्ञात होता है इसलिए अगर मुझे प्रवेश तापमान पता है और फिर अगर मैंने पहले ही तय कर लिया है कि मैं जिस हीट एक्सचेंजर को डिजाइन करने जा रहा हूं उसकी प्रभावशीलता क्या हो सकती है तो मेरी प्रभावशीलता जो भी ज्ञात है तो मुझे Q का मूल्य मिलेगा या इसके विपरीत प्रवेश तापमान ज्ञात हैं और मुझे पता है कि मुझे कितना गर्मी निकालना है या मुझे आपूर्ति करनी है तो इस विशेष सूत्र का उपयोग करके मैं मेरे हीट एक्सचेंजर की प्रभावशीलता जान सकता हूं अब हम अगले पैरामीटर पर आते हैं अगला पैरामीटर NTU का पूर्ण रूप है नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट जो हीट एक्सचेंजर के आकार के बारे में कुछ विचार देता है तो एनटीयू को AU C के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है कि A क्षेत्र है U समग्र गर्मी हस्तांतरण गुणांक है और C का मतलब है कि दोनों में से कोई भी Ch और Cc का न्यूनतम मान है इसलिए एक बार जब हमने एनटीयू प्राप्त कर लिया है जैसा कि मैंने बताया है कि यह हीट एक्सचेंजर के आकार का संकेत है यह हीट एक्सचेंजर में द्रव के निवास समय का संकेत भी है इसलिए मूल रूप से यह हस्तांतरण के संबंध में विचार देता है कि क्या गर्मी हस्तांतरण की दर बहुत बड़ी होगी या ऐसा कुछ बहुत छोटा होगा इसलिए यह उसी तरह के हीट एक्सचेंजर के लिए एक ऐसा मान है जिससे हम तुलना कर सकते हैं कि हीट एक्सचेंजर का आकार अधिक होता है या तरल पदार्थ के अंदर अधिक समय तक रुका रहता है और फिर क्या महत्वपूर्ण प्रभावशीलता और NTU वे विशिष्ट रूप से विपरीत प्रवाह के लिए संबंधित हैं निम्न अभिव्यक्ति प्रभावशीलता और NTU के बीच प्राप्त की है यह समान रहेगी अगर Cc Ch से कम है तो परिणाम समानांतर प्रवाह के मामले में समान होगा एक समान विश्लेषण निम्नलिखित अभिव्यक्ति को प्राप्त करने के लिए लागू किया जा सकता है इस अभिव्यक्ति को हम समानांतर प्रवाह के लिए प्राप्त करेंगे तो आप देखते हैं कि ये अभिव्यक्तियाँ थोड़ी जटिल हैं लेकिन NTU और प्रभावशीलता के बीच एक अनूठा संबंध है यदि हम एक को जानते हैं तो हम कई मामलों में दूसरे को निर्धारित कर सकते हैं कि हमें जो कुछ मिला है वह प्रभावशीलता या एनटीयू के लिए वक्र हैं यह वह परिणाम हैं जो वक्र रूप में व्यक्त किए जाते हैं तो यह निश्चित रूप से आसान हो जाता है आजकल इस तरह के संबंधों की संगणक के द्वारा गणना की मदद से या इस तरह के संबंधों को संभालना आसान हो गया तो यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है लेकिन आप देखें कि मैंने पहले की तरह ही दिया है जैसा कि मैंने समानांतर प्रवाह और विपरीत प्रवाह के लिए संबंध दिया है अन्य प्रकार के प्रवाह व्यवस्था हो सकती है अन्य प्रकार की प्रवाह व्यवस्था हो सकती है और उनके लिए हम क्या करने जा रहे हैं आइए हम कुछ विशेष मामलों पर चर्चा करते हैं एक विशेष मामला यह है कि दोनों तरल पदार्थों के लिए ताप क्षमता दर बराबर है तो देखें कि C अधिकतम १ के बराबर है और प्रभावशीलता NTU NTU1 है एक विपरीत प्रवाह के लिए और समांतर प्रवाह के लिए प्रभावशीलता CminCmax 0 के बराबर है यह एक और विशेष मामला है जहां हमारे पास एक द्रव प्रवाह अवस्था बदलेगा जिस वजह से प्रवेश एवं विकास के बीच 0 तापमान का अंतर होगा इस स्थिति में एक परिमित उष्मा अंतरण के लिए C मान बहुत बड़ा होना चाहिए अगर प्रवेश बिंदु और निकास बिंदु के बीच ऊष्मा अंतरण की कुछ परिमित मात्रा है तो वहां से हमें C min by C max 0 के बराबर मिलता है जैसा कि बॉयलर और कंडेनसर के मामले में है तो हमारे पास इस तरह का समीकरण होगा एप्सिलॉन एक माइनस NTU का घातीय NTU के बराबर होता है सामान्य तौर पर एनटीयू C प्रवाह व्यवस्था पर निर्भर करता है जैसा कि हमने F के लिए देखा था इसलिए इस तरह के संबंध के लिए भी हम अलग अलग प्रकार के वक्र हो सकते हैं २ मामले जो हमने एलएमटीडी पद्धति के लिए दिखाए हैं वही २ मामले यहाँ दिखाए गए हैं तो यह एक विशेष प्रवाह व्यवस्था के लिए हमें एक विशिष्ट कटौती मिलेगी तो इसका मतलब है Cmin Cmax एक तरफ और इस तरफ हमारा एनटीयू है और एनटीयू के एक फंक्शन के रूप में हमारे पास हीट एक्सचेंजर की प्रभावशीलता होगी तो हीट एक्सचेंजर की प्रभावशीलता एनटीयू पर निर्भर है जो प्रवाह व्यवस्था पर निर्भर है और सी स्टार मूल्य पर भी निर्भर करता है जो कि Cmin Cmax है यह किसी अन्य मामले के लिए है तो इस तरह के कई वक्र हैं इसलिए इन वक्रो का उपयोग करके हम प्रभावशीलता NTU विधि को प्रयोग में ला सकते हैं अब एक प्रकार की समस्या के आधार पर हमें F एलएमटीडी विधि या प्रभावशीलता एनटीयू विधि को अपनाना होगा कई मामलों में F एलएमटीडी के लिए आवश्यक पुनरावृत्तियाँ से बचने के लिए हम प्रभावी ढंग से एनटीयू विधि का उपयोग कर सकते हैं हम इन बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरणों का प्रयोग करेंगे और फिर हम देखेंगे कि अपशिष्ट ताप वसूली के लिए हीट एक्सचेंजर्स कितने प्रासंगिक हैं